खंड 2 इकाई 16 में आपका स्वागत है जिसका नाम है -" प्रयोगशालाओं और ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन" पिछली इकाई में हमने पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण का डिजाइन और उपयोग देखा हमने "पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के डिजाईन और उपयोग" के अध्ययन में जो विशेष प्रपत्र देखा वह काफी सामान्य है यह किसी भी तरह के पाठ्यक्रम पर लागू होता है लेकिन जब यह प्रयोगशालाओं और ऐच्छिक विषयों से संबंधित होता है तो कुछ विशिष्ट मुद्दे सामने आते हैं इस इकाई में हम प्रयोगशाला और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्गत सर्वेक्षणों के डिजाइन और उपयोग का अध्ययन करेंगे इस इकाई के पाठ्यक्रम परिणाम है "प्रयोगशाला और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्गत सर्वेक्षणों के डिजाइन और उपयोग को समझना " पिछली इकाई में हमने पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण पर चर्चा की थी जो कि काफी सामान्य है यह सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू होता है जैसे की मुख्य पाठ्यक्रम प्रयोगशाला पाठ्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम परियोजना कार्य प्रशिक्षण आदि सहित हालाँकि जब हम मुख्य पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यचर्या घटकों पर विचार करते हैं तो कुछ अतिरिक्त विचार आवश्यक हो जाते हैं इसलिए पिछली इकाई में हमने जिस सर्वेक्षण प्रपत्र को देखा वह मुख्य पाठ्यक्रमों के लिए अधिक लागू होता है और चूँकि यह सामान्य रूप से अन्य घटकों पर लागू होने के लिए पर्याप्त है अतः पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षणों को डिजाइन करने और उनका उपयोग करने में कुछ अतिरिक्त मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए इस इकाई में हम प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को समझेगे अब जिस तरह से प्रयोगशालाओं के प्रयोगों के साथ ही वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है फिर भी संस्थानों में इस बारे में काफी भिन्नता है और प्रयोगशालाओं और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संबंध में तो अत्यंत जबरदस्त भिन्नता लिए होता है Tier 1 संस्थानों में प्रशिक्षक को स्वतंत्रता है प्रयोगशालाओं को संबंधित सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के साथ में एकीकृत किया जा सकता है यानी एकल पाठ्यक्रम के साथ एकल पाठ्यक्रम कोड उदाहरण के लिए माना कि एक क्रेडिट संरचना 301 है इसका मतलब है तीन घंटे का सिद्धांत थ्योरी कोई शिक्षण ट्यूटोरियल Tutorial नहीं और प्रायोगिक कार्य का एक क्रेडिट जो आम तौर पर प्रति सप्ताह दो घंटे के कार्य की व्याख्या है तो सिद्धांत और संबंधित प्रायोगिक कार्य को एक ही पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाता है और इस पाठ्यक्रम के लिए अंततः एक ही ग्रेड प्रदान किया जाता है या इसे एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जा सकता है उदाहरण बतौर 002 को ले इसका मतलब है कोई सिद्धांत नहीं है कोई ट्यूटोरियल नहीं है केवल 2 क्रेडिट के लायक प्रायोगिक कार्य है यानी प्रति सप्ताह चार घंटे का कार्य होगा यह अपने आप में एक पाठ्यक्रम है और इसे एक ग्रेड दिया जाता है इसलिए ग्रेड केवल प्रायोगिक कार्य के आधार पर दिया जाता है प्रायोगिक पाठ्यक्रम को एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है दोनों ही संभव हैं टियर 2 संस्थान को ले वर्तमान में भारत में सबसे आम परिदृश्य यह है कि प्रायोगिक कार्यों को स्वतंत्र पाठ्यक्रमों के रूप में पेश किया जाता है इसका मतलब है न कोई सिद्धांत थ्योरी theory और न ही कोई ट्यूटोरियल केवल प्रयोगशाला क्रेडिट मौजूद रहते हैं और इस तरह यह अपने आप में एक पाठ्यक्रम बन जाता है और एक ग्रेड दे दिया जाता है इससे सम्बंधित थ्योरी को एक ऐसे कोर्स में पढ़ाया जाता है जिसका पाठ्यक्रम कोड भिन्न होता है ऐसा नहीं है कि कोई संगत सिद्धांत थ्योरी theory नहीं है लेकिन यह एक अलग पाठ्यक्रम है जिसमें एक अलग पाठ्यक्रम कोड है और सैद्धांतिक भाग व प्रयोगशाला भाग के लिए अलग अलग ग्रेड दिए जाते हैं तो इस तरह प्रायोगिक कार्य अपने आप में एक पाठ्यक्रम बन जाती है जो कि टियर 2 संस्थानों में सबसे आम परिदृश्य है माना की आपके पास एक एकीकृत पाठ्यक्रम है अर्थात सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक कार्य दोनों संयुक्त रूप से तो पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण में केवल प्रयोगशाला घटक से सम्बंधित बहुत अधिक प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए इसका कारण यह है कि हमारे पास पूर्व से ही थ्योरी भाग के कुछ प्रश्न हैं तब प्रयोगशाला भाग के संबंध में हम जितने प्रश्न पूछ सकते हैं उतने अधिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुल मिलाकर सर्वेक्षण प्रपत्र निश्चित एक सीमित लंबाई का होना चाहिए हमारे पास सर्वेक्षण प्रपत्र नहीं हो सकता जिसमें बहुत अधिक प्रश्न हों जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है एक एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण प्रयोगशाला घटकों से सम्बंधित कई प्रश्नों को समावेशित नहीं कर सकता है क्योंकि हम एक ऐसा सर्वेक्षण प्रपत्र नहीं रख सकते जो की बहुत लंबा हो दूसरी ओर केवल प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण विस्तृत हो सकता है और आपके पास कई अन्य प्रश्न हो सकते हैं यहाँ तक की एक एकीकृत पाठ्यक्रम में केवल प्रयोगशाला घटक के लिए भी एक पृथक निर्गत सर्वेक्षण होना संभव है क्योंकि हम अनिवार्य रूप से डेटा एकत्र करने के लिए निर्गत सर्वेक्षण का उपयोग कर रहे हैं जो की अगली बार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार के लिए किया जा सकता है अतः किसी एकीकृत पाठ्यक्रम के मामले में भी केवल प्रयोगशाला घटक के लिए एक अलग निर्गत सर्वेक्षण करने से कोई नहीं रोक सकता है वास्तव में यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें यह लाभ होता है कि हमें प्रयोगशालाओं प्रायोगिक कार्यों के संबंध में अधिक विस्तृत डेटा प्राप्त हो सकता है इसलिए यह वांछनीय हो सकता है कि भले ही पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो सिर्फ प्रयोगशाला घटक के लिए एक अलग निर्गत सर्वेक्षण होना चाहिए इसलिए जब हम प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण तैयार कर रहे हैं तो प्रपत्र के डिजाइन में आईक्यूएसी जो कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ या संस्थान स्तर पर मौजूद किसी समान निकाय का होना उपयोगी हो सकता है यदि वह निर्गत एक्जिट सर्वेक्षण प्रपत्र के डिजाइन में भाग लेता है तो इसके कुछ फायदे हैं प्रयोगशाला पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने में प्रशिक्षक द्वारा निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र का अग्रिम प्रयोग मदद कर सकता है यह थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मूल रूप से सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रयोग में आने से प्रशिक्षक को प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के अच्छे कार्यान्वयन में शामिल मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिलती हैं इस तरह के प्रयोग विशेष रूप से एक नौसिखिए के लिए प्रयोगशाला पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू करने में बहुत मददगार होगा इसलिए कुछ प्रश्न प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों को लागू करने में कुछ मुद्दों के लिए प्रशिक्षक विशेष रूप से एक नौसिखिया प्रशिक्षक को संवेदनशील बना सकते हैं और इससे प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र को छात्रों के साथ साझा करने से भी छात्रों को बेहतर सीखने में मदद मिल सकती है फिर से उसी पूर्व तर्क से समझे प्रयोगात्मक कार्यों के अनुभवों का उचित प्रयोग से परिचित करवाकर इसलिए यदि हम प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के लिए एक निर्गत सर्वेक्षण तैयार कर सकते हैं और इसे शिक्षक और छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं तो इसका सीखने के साथ साथ प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को लागू करने के तरीके पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जाहिर है कोई अनूठी डिजाइन नहीं है हमें प्रयोग करना होगा और देखना होगा कि हमारे विशिष्ट संदर्भ में सबसे बेहतरीन क्या है पिछली इकाई में पाठ्यक्रम प्रबंधन सीखने के माहौल पाठ्यक्रम के परिणाम प्रशिक्षक विशेषताओं से संबंधित जिन प्रश्नों पर चर्चा की गई थी वे सभी प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों पर भी लागू होते हैं हालाँकि उनमें कुछ मामूली संशोधन आवश्यक हो सकता है लेकिन प्रयोगात्मक कार्यों से संबंधित कुछ विशिष्ट अतिरिक्त प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं वे ये हो सकते है जैसे क्या प्रयोगात्मक कार्यों ने कथित दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद की क्या प्रयोगात्मक कार्यों ने संबंधित सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से प्राप्त ज्ञान में कुछ गुणता जोड़ी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम छात्र को विशेष प्रकार का ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है प्रयोगात्मक कार्यो के बारे में बात करे तो क्या ये कार्य उसमें कोई गुणता जोड़ते है या क्या ये सिर्फ थ्योरी से जो कुछ भी सीखा गया है उसे ही दोहराता है प्रयोग करने के लिए प्रदान किया गया समय अनावश्यक रूप से अधिक समय के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था अब यह जानकारी हमें प्रयोगात्मक कार्यों के उपयोग की बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद करेगी जब अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है खासकर टियर 1 संस्थानों में क्योंकि टियर 2 में हमें इसके लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं हो सकती है एक प्रयोगशाला सत्र के अंत में मूल्यांकन उपयोगी थे हम इस बिंदु पर बात करते है यह एनबीए की आवश्यकता के एक भाग के रूप में भी आवश्यक है कि प्रत्येक प्रयोगशाला सत्र के अंत में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन और उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ये आकलन किसी विशेष प्रयोग के परिणाम को जानने के साथ साथ कुछ अन्य विशेषताओं और कौशलों की आवश्यकताओ हो जानने में भी मदद करते सकते है प्रयोगशाला सत्र के अंत में ये आकलन इस बात को भी बताते है कि क्या वे छात्रों के लिए सहायक थे या वे केवल नियमित प्रश्न थे एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रयोगशाला नियम पुस्तिका हम उनके बारे में कई सवाल पूछ सकते हैं तो कुछ संभावित प्रश्न हैं क्या दी गयी प्रयोगशाला नियम पुस्तिका कथित नियत परिणामों को प्राप्त करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सहायक थे क्या प्रयोगशाला नियम पुस्तिका ने प्रयोगशाला के काम को 'प्रेक्षण तालिका भरने' के साथ कम कर दिया कुछ संस्थानों में प्रयोगशाला नियम पुस्तिका इतनी विस्तृत होती है कि छात्र के पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचता है मतलब संपूर्ण सेटअप स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है या कि "प्रोग्रामिंग प्रयोगात्मक कार्य" के मामले में पूरा प्रोग्राम दे दिया जाता है छात्र उस प्रोग्राम में सिर्फ थोडा सा ही टाइप करता है या कुछ अन्य प्रयोगों के मामले में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है जैसे कि सूक्ष्म कदम -ये नियम पुस्तिका में विस्तृत होते हैं छात्र केवल एक चिरपरिचित तरीके से मैनुअल में जो कुछ भी दिया गया है उसे दोहराता जाता है और उसमें तालिकाए भी छपी होती हैं तो छात्र को बस इतना करना होता है कि कुछ प्रेक्षणों मानो को दर्ज कर लें और उसे तालिकाओं में भर दें इस प्रकार व्यावहारिक रूप से इसमें कुछ नयी सीख का समावेश नहीं हो पाता है इसलिए यदि इस तरह से प्रयोगशाला नियम पुस्तिक तैयार की जाती है तो शायद वे वास्तव में छात्रों को प्रयोगात्मक कार्यों में कुछ भी सीखने में मदद नहीं करेंगे और कई छात्र वास्तव में उस तरह के प्रयोगशाला नियम पुस्तिका को पसंद नहीं कर सकते हैं जो उन्हें प्रयोग कर नया तलाशने या कुछ नया सीखने में मदद नहीं करता है तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या प्रयोगशाला नियम पुस्तिका केवल तालिकाओं को भरकर प्रयोगशाला कार्यों को कम करती है वास्तव में ऐसा प्रश्न यदि निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र में हो तो प्रयोगशाला का संचालन करने वाला प्रशिक्षक भी इस मुद्दे पर संवेदनशील रहेगा इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण हो गया कि सर्वेक्षण में ऐसा कोई प्रश्न है तो यह प्रशिक्षक को प्रयोगशाला नियमपुस्तिका में संशोधन करने के लिए संवेदनशील बना सकता है इसलिए हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया हो सकती है दृढ़ता से असहमत होने के लिए सहमत हैं क्या सम्बंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध थी और आसानी से सुलभ थी संबंधित नियम पुस्तिकाए भी प्रयोगशाला नियमपुस्तिका के निर्माण में सहायक होती है जैसे की उपकरण नियमपुस्तिका वे सभी आसानी से उपलब्ध और सुलभ हैं क्या प्रयोगशाला में तकनीकी सहायता कर्मचारी मददगार थे यह भी एक और सवाल है जिसे हम पूछ सकते हैं क्या प्रयोगशाला के काम में सहायक उपकरणों के उपयोग पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है अब अक्सर ऐसा होता है कि प्रयोगशाला के काम की योजना उतनी सावधानी से नहीं बनाई जाती जितनी कि सैद्धांतिक कार्यों में ली जाती है प्रयोगात्मक कार्यों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने वाले साधनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है छात्रों को इन साधनों के उपयोग के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है और यह छात्रों को निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में ले जाती है उदाहरण के लिए एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग वातावरण में विशेषकर प्रथम वर्ष में वास्तव में अधिकांश संस्थानों में पहले वर्ष में एक प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम 'C' भाषा पर आधारित हो सकता है कभी कभी यह पायथन या जावा पर आधारित होता है लेकिन आमतौर पर अधिकांश संस्थानों में पहले वर्ष में एक प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम होता है जब भाषा सिखाई जाती है तो छात्रों को विशिष्ट निष्पादन वातावरण या विकास के माहौल से भी परिचित कराया जाता है अक्सर संबंधित डिबगिंग टूल्स को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है छात्र 'परीक्षण और त्रुटि' से संघर्ष करते हैं वे प्रोग्राम्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं लेकिन औपचारिक रूप से प्रोग्राम्स को कुशलतापूर्वक डिबग करने में मदद करने वाले साधनो की समझ छात्रों में विकसित नहीं हो पाती है यहाँ तक की निर्देश भी इस तरह के प्रशिक्षण के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किये जाते है इसलिए हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या प्रयोगशाला के काम में सहायक साधनों के उपयोग पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्षेत्रों में कई विभागों में सर्किट एमुलेटर में तार्किक विश्लेषक लॉजिक एनालाइज़र जैसे अच्छे उपकरण हैं लेकिन वे कमोबेश अलमारियों में बंद रहते हैं नियमित प्रयोगशाला कार्यों में इन उपकरणों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है छात्रों को इन उपकरणों के उपयोग पर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और वास्तव में कभी कभी इन उपकरणों के उपयोग पर बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और इससे सीखने की गुणवत्ता प्रभावित होती है संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है इसलिए हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या प्रयोगशाला के काम में सहायक उपकरणों के उपयोग पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जैसा कि मैंने उल्लेख किया है इस प्रश्न को स्वयं सर्वेक्षण प्रपत्र में रखने से शिक्षक और छात्रों दोनों को ऐसे साधनों को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है क्या आवश्यक उपकरण अच्छी तरह अनुरक्षित रखा गया था और ठीक से अंशशोधित किया गया था मुख्यतः यह प्रयोग में मान्य परिणामों प्राप्त न होने से दिखाई दे जाएगा और अगर छात्र उलझन में है और जब प्रयोगशाला सहायक कर्मचारी या प्रशिक्षक उस प्रेक्षण डेटा की जांच करते हैं - तब उन्हें ये पता चलता है कि सामान्य रूप से उपकरण के साथ ही समस्याएं हैं जिन छात्रों ने प्रयोग ठीक से किया है और डेटा को ठीक से रिकॉर्ड किया है उनके परिणाम भी अमान्य होते हैं ऐसा इसलिए नहीं कि छात्र की ओर से किसी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है बल्कि उपकरण में निहित समस्याओं के कारण ऐसा हुआ है यह या तो उनमे अंशांकन समस्याएं या कुछ अन्य मुद्दे के कारण हो सकती है तो इस तरह छात्र को पता चलेगा कि यह उपकरण ही है जो परेशानी दे रहा था इसलिए हम सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आवश्यक उपकरण अच्छी तरह से अनुरक्षित रखे गए और ठीक से अंशशोधित किये गए है वास्तव में प्रमाणन में यह आवश्यक मानदंडों में से एक है कि उपकरण की नियमित रूप से देखभाल की जाती है और आवश्यकतानुसार समय समय पर अंशशोधित किया जाता है इसलिए विभाग द्वारा एक उपयुक्त अभिरक्षक रखरखाव कार्यक्रम होना चाहिए यह एक तरफ की आवश्यकता हुई लेकिन छात्रों के सीखने के पक्ष पर ध्यान देते हुए हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आवश्यक उपकरण अच्छी तरह से अनुरक्षित किये गये थे और ठीक से अंशशोधित किये गए थे क्या आवश्यक घटक हमेशा उपलब्ध थे क्या प्रयोगशाला में सहयोगात्मकअनुकूल वातावरण अच्छी तरह से बनाए रखा गया था पाठ्यक्रम में कुछ स्वतंत्र परिणामी ओपन एंडेड प्रयोग होते है जो अन्वेषणात्मक सीख देते है यह पुनः टियर 1 संस्थानों में अधिक आसान है लेकिन टियर 2 संस्थानों में भी छात्रों को इस तरह सीखने का अनुभव प्रदान करना संभव है अधिकांश समय प्रयोगशाला के प्रयोग पूरी तरह से परिभाषित होते हैं और परिणाम भी अच्छी तरह से ज्ञात होते हैं और छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग करें कि घोषित परिणाम प्राप्त हो गया है लेकिन यदि कुछ प्रयोगों का कोई अच्छी तरह से परिभाषित परिणाम नहीं है और वे प्रकृति में अधिक खोजपूर्ण हैं तो यह भी छात्रों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करेगा इसलिए छात्रों हेतु - अगर उन्हें कुछ प्रयोगों को थोड़े खुले तरीके से करने का अवसर मिलता है तो यह छात्रों द्वारा कुछ उत्साह के साथ साथ बेहतर सीखने कि समझ विकसित कर सकता है तो क्या उन्हें ऐसा अवसर दिया गया इस तरह हम छात्रों से पूछ सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम में कुछ स्वतंत्र परिणामी प्रयोग थे जो कुछ अन्वेषणात्मक समझ विकसित करते थे तो हम मुख्य पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के साथ पहले से ही कवर किए गए व विशिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के संबंध में पूछ सकते हैं अब हम वैकल्पिक पाठ्यक्रमों पर नजर डालते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के परिणाम 'कार्यक्रम परिणामों' PO's और 'कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों' PSO's की प्राप्ति में योगदान करते हैं हालांकि एनबीए के अनुसार कार्यक्रम परिणामों और कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति की गणना में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के परिणामों की प्राप्ति का उपयोग नहीं किया जाना चहिये एनबीए इस बात पर जोर देता है कि PO's और PSO's के लिए उपलब्धि गणना केवल मुख्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम परिणामों पर आधारित हो यह शायद एक ऐसे परिदृश्य की ओर ले जाता है जहां वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को किसी तरह गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है हमेशा नहीं लेकिन कुछ मामलों में कुछ संस्थानों में और कुछ संकाय के संबंध में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उनके परिणामों का उपयोग PO's और PSO's की उपलब्धियों की गणना के लिए नहीं किया जा रहा है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है कि वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के परिणाम कार्यक्रम परिणामों के साथ साथ कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों में योगदान करते हैं और वास्तव में ऐच्छिक विषयों में खास विशेषताएं होती हैं कि वे एक कार्यक्रम के संबंधित तकनीकी क्षेत्र को अधिक विकासित करने के लिए अधिक उत्तरदायी हो सकते हैं क्योंकि ऐच्छिक विषयों को मुख्य पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक आसानी से और कई बार पेश किया जा सकता है इस प्रकार वे एक कार्यक्रम को संबंधित तकनीकी क्षेत्र में विकास के लिए अधिक गतिशील और उत्तरदायी होने देते हैं और एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए भी गुणवत्ता लूप को बंद करना आवश्यक है वैकल्पिक पाठ्यक्रम के संबंध में भी फीडबैक डेटा प्राप्त करना और अगली बार पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण होता ही है इसलिए हमें CO's की प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए हमें CO's की वास्तविक प्राप्ति की गणना करनी चाहिए और यदि कमी हैं तो हमें सुधार के लिए योजना बनानी चाहिए इस तरह पाठ्यक्रमों से प्रतिक्रिया प्रेक्षण फीडबैक डेटा प्राप्त करना वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मुख्य पाठ्यक्रमों के लिए अतः मुख्य पाठ्यक्रमों के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त करने की तुलना में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के बारे में गुणवत्तापूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण है हम वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की कुछ विशिष्टताओं को देखेंगे लेकिन वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए भी फीडबैक डेटा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है अब हम जानेगे ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के संबंध में क्या जटिलताएँ हैं विभिन्न सेमेस्टर में पेश किए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की संख्या और जिस तरह से इन ऐच्छिक पाठ्यक्रमो को संरचित किया जाता है वह संस्थान दर संस्थान में काफी भिन्न होता है वास्तव में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संबंध में भारी भिन्नता मौजूद है कुछ संस्थान ऐच्छिक विषयों का एक अत्यंत सीमित जोड़ा सेट प्रदान करते हैं जबकि कुछ छात्रों के लिए वृहद विकल्प प्रदान करते हैं वास्तव में कुछ मामलों में ऐसा कहना हास्यास्पद होता है कि यह वैकल्पिक विषय किसी खास विभाग के लिए ही है इसका कारण यह है कि पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट ऐच्छिक विषयों का एक सेट होने के बावजूद विभाग केवल एक ही ऐच्छिक विषय की पेशकश कर सकता है तो प्रभावी रूप से यह छात्रों के लिए मूलमुख्य विषय बन जाता है लेकिन कुछ संस्थान छात्रों के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करते हैं छात्रों को ऐच्छिक विषयों बस दस से पंद्रह पाठ्यक्रमों की एक सूची में से चुने जाने के लिए कहा जा सकता है और छात्र इस सूची में से किसी को भी चुन सकते हैं या उन्हें समूहीकृत किया जा सकता है और किसी खास सेमेस्टर के हिसाब से हो सकता है अर्थत किसी एक सेमेस्टर में मैं कह सकता हूं कि दो वैकल्पिक समूह हैं और समूह एक में ये पाठ्यक्रम हैं और समूह दो में ये अन्य पाठ्यक्रम हैं इसलिए छात्रों को पहले समूह से ठीक एक ऐच्छिक और दूसरे समूह से ठीक एक अन्य ऐच्छिक चुनना होगा इसका मतलब है कि ऐच्छिक समूहीकृत हैं और ये समूह खास सेमेस्टर से सम्बंधित होते हैं केवल एक सेमेस्टर के दौरान एक विशेष समूह की पेशकश की जाती है तो यह संभव है कि ऐच्छिक विषयों का आयोजन इसी तरह किया जाता है फिर यह भी संभव है कि ऐच्छिक विषयों को शाखाओं में संरचित किया जाए अर्थात बाद के सेमेस्टर में ऐच्छिक विषय एक दूसरे से संबंधित हैं और छात्रों को आने वाले सेमेस्टर में एक ही शाखा से ऐच्छिक विषय लेना पड़ सकता है उदाहरण के लिए मान लें कि यदि यह छात्र अगले सेमेस्टर में प्रतिरूप प्रसंस्करण इमेज प्रोसेसिंग image processing और आकृति अभिज्ञान पैटर्न रिकग्निशन pattern recognition शाखा में से एक ऐच्छिक विषय चुनता है तो छात्र को उसी शाखा से एक और ऐच्छिक विषय चुनना होगा इसलिए कुछ संस्थान वास्तव में इस बात पर जोर देते हैं कि छात्रों को इस तरह का चयन केवल एक शाखा में करना चाहिए कुछ संस्थानों में भले ही ऐसी शाखाए मौजूद हों जो प्रकृति में अधिक विचारोत्तेजक हो सकती हैं और छात्रों के पास अलग अलग शाखा से जुड़ने का विकल्प हो सकता है सभी ऐच्छिक विषयों की समान क्रेडिट संख्या होना चाहिए कई संस्थान इस प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं और वे ऐसा कार्यक्रम के सुसंचालन के लिए करते है माना की सभी ऐच्छिक विषय के मान है 300 हैं या सभी ऐच्छिक विषय के मान 400 हैं इस तरह संस्थान उस क्रेडिट पर प्रतिबंध लगाते हैं जो एक ऐच्छिक विषय के पास हो सकता है कुछ संस्थानों में ऐच्छिक विषयों में कोई प्रयोगात्मक कार्य एकीकृत नहीं होना चाहिए सभी मुख्य पाठ्यक्रमों में परिवर्तनशील संरचनाएँ होती हैं और सभी वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की संरचना समान होती है हर ऐच्छिक अनिवार्य रूप से 300 होना चाहिए इस प्रकार हम निर्दिष्ट कर सकते हैं इसका मतलब है कि हमें वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के साथ किसी भी एकीकृत प्रयोगशाला की अनुमति नहीं दी जाएगी कुछ खास मामलों में वे अनुमति दी जा सकती हैं ऐच्छिक विषय किसी विशिष्ट संकाय के हो सकते हैं या वे पूर्णतः ऐच्छिक भी हो सकते हैं छात्र अन्य विभागों द्वारा प्रस्तावित ऐच्छिक विषयों का विकल्प चुन सकते हैं ये ऐच्छिक विषय आमतौर पर छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए व छात्र द्वारा सीखने के दायरे को व्यापक बनाने के लिए होते हैं उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर विज्ञान का छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पेश किए जा रहे ऐच्छिक विषय का विकल्प चुन सकता है ऐसा व्यापक चुनाव संभव है इसके अलावा एक और पहलू यह है कि आम तौर पर मुख्य पाठ्यक्रमों में बदलाव लंबी अवधि में होते हैं आम तौर पर एक बार जब मुख्य पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो समान संरचना के छात्रों के कम से कम एक बैच के चार साल के बाद एक साथ ख़त्म बाहर आने की उम्मीद की जाती है केवल तभी मुख्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बारे में मनन करना चाहिए लेकिन ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में परिवर्तन एक वर्ष से अगले वर्ष तक भी हो सकता है वे परिवर्तन बहुत अधिक तेज होते हैं नए ऐच्छिक विषय पेश किए जा सकते हैं और पुराने ऐच्छिक विषय छोड़े जा सकते हैं सामग्री बदल सकती है ऐसे ही ऐच्छिक विषयों के सम्बन्ध में कई संभावनाएं हैं अब हम बात करेंगे वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने वाले छात्रों की संख्या के बारे में पहले इस बिंदु पर बात करेंगे 'वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण' कई संस्थान वास्तव में वितरित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐच्छिक विषय के लिए न्यूनतम संख्या में पंजीकरण निर्धारित करते हैं अर्थात् सेमेस्टर की शुरुआत में विभाग द्वारा प्रस्तावित ऐच्छिक विषय को सूचीबद्ध किया जाता है और छात्र उनके लिए पंजीकरण करते हैं और जब तक कि पंजीकृत छात्रों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या न हो जाये तब तक प्रारंभिक सूची में जो दिया गया है वह लागू नहीं हो सकता है अतः किसी वितरितपेश किये जाने वाले ऐच्छिक पाठ्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की न्यूनतम संख्या की पूर्वापेक्षा की जाती है यह 10 या 15 जैसी छोटी संख्या भी हो सकती है या जो भी संख्या हो और यह संभव है कि किसी ऐच्छिक विषय के पास वास्तव में केवल उतने ही पंजीकृत छात्र हों तात्पर्य यह है कि उस ऐच्छिक विषय के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है और अगर ऐसा होता है तो पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण में बहुत कम संख्या में छात्रों का फीडबैक प्राप्त होगा और इस प्रकार सार्थक निष्कर्ष निकाल पाना बहुत कठिन हो सकता है और आपके पास छात्रों के एक बहुत छोटे समूह से वैध डेटा प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है हम चर्चा करेंगे कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए लेकिन ये सभी वही संभावनाएं है जो कि मौजूद हैं ये केवल कुछ ही है हालाँकि कई अन्य भिन्नताएं हैं जिसके कारण एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के डिजाइन में अपने विशिष्ट मुद्दे हैं वैध सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करना जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुख्य पाठ्यक्रमों के संबंध में भी यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संबंध में यह बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है पहली बात यह है कि भले ही PO's और PSO's की प्राप्ति की गणना के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया कठोर बनी रहनी चाहिए ऐच्छिक विषयों को कुछ ऐसा नहीं माना जाना चाहिए जिसके साथ हम गुणवत्ता पहलुओं के संबंध में ढिलाई बरतने लगे इसलिए सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के साथ मुख्य पाठ्यक्रमों की तरह ही कठोर होनी चाहिए यदि वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या कम है तो अधिक विस्तृत सर्वेक्षण प्रपत्र की आवश्यकता हो सकती है चूँकि यह संख्या बहुत कम है हम सार्थक और वैध डेटा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं खासकर तब जब तक कि हम और प्रश्न नहीं पूछते अधिक जानकारी निकालने के लिए अधिक विस्तार से प्रश्न पूछने होगे ताकि हम इस सर्वेक्षण डेटा से वैध निष्कर्ष निकाल सकें यदि वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या कम है तो अधिक विस्तृत सर्वेक्षण प्रपत्र की आवश्यकता हो सकती है यदि छात्र इच्छुक हैं तो वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक डेटा प्राप्त करने के लिए छात्रों के निर्गत आमने सामने बातचीत का सत्र होना बहुत उपयोगी हो सकता है यदि संख्या छोटी है तो प्रशिक्षक के पास आमतौर पर 'एक पर एक' प्रकार की बातचीत अधिक आसान होती है और यदि छात्र इच्छुक हैं तो पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के दौरान प्रशिक्षक आमने सामने बातचीत कर सकता है और अतिरिक्त डेटा प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है बेनामी सर्वेक्षण डेटा से जो पता चलता है वह ठीक है लेकिन इसके अलावा अधिक डेटा प्राप्त करने के लिए एक निर्गत आमने सामने परस्पर बातचीत हो सकती है और अगली बार उपयोगी होने के लिए सर्वेक्षण डेटा का अधिक विस्तृत विश्लेषण दर्ज करने की आवश्यकता है क्योंकि अगली बार वैकल्पिक पाठ्यक्रम की सामग्री में मामूली बदलाव हो सकते हैं इसलिए सर्वेक्षण डेटा का विश्लेषण प्रत्येक CO's के लिए विशिष्ट होना चाहिए ताकि अगली बार भले ही मामूली बदलाव हों हम सर्वेक्षण डेटा से एकत्रित जानकारी के एक बड़े हिस्से का उपयोग कर सकते हैं इनसे प्राप्त निष्कर्ष अगली बार ऐच्छिक विषयों के पेश किए जाने पर भी बहुत उपयोगी हैं भले ही उनमे कुछ बदलाव हों इसलिए अगली बार उपयोगी होने के लिए सर्वेक्षण डेटा का अधिक विस्तृत विश्लेषण दर्ज करने की आवश्यकता है बेशक अगर अगली बार पेश किए जाने वाले ऐच्छिक पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है तो यह ठीक है भले ही ऐच्छिक पाठ्यक्रम में कुछ मामूली बदलाव हो लेकिन यह विस्तृत विश्लेषण डेटा को उपयोगी बनाने में मदद करेगा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए वास्तविक निर्गत सर्वेक्षण के बारे में यदि हम इसे देखें कि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण पर पिछली इकाई में चर्चा किए गए सभी प्रश्न वैकल्पिक पाठ्यक्रम पर भी लागू होते हैं लेकिन कुछ विशिष्ट अतिरिक्त प्रश्न जो वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए संभव हैं - उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जैसे क्या जिस सेमेस्टर में यह पेश किया जाता है वह उपयुक्त है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कुछ ऐच्छिक विषय सेमेस्टर मूलकविशिष्ट हैं इसलिए यदि इन्हें किसी विशेष सेमेस्टर में पेश किया जाता है तो क्या छात्रों को लगता है कि यह उपयुक्त है यह उस पूर्वापेक्षा ज्ञान के संबंध में हो सकता है जो की इस वैकल्पिक पाठ्यक्रम से सम्बंधित है क्या यह पूर्व में ही पिछले सेमेस्टर में पढाया जा चुका है और अब हम वैकल्पिक पाठ्यक्रम के परिष्करण पर चर्चा करते है कि "क्या यह उस सेमेस्टर में छात्रों से अपेक्षित परिपक्वता स्तर के अनुरूप है" तो इन सभी विचारों से क्या यह उपयुक्त है जिस सेमेस्टर में यह ऐच्छिक विषय पेश किया गया है क्या यह उचित है या यदि छात्रों को लगता है कि इसे बाद के सेमेस्टर या पहले के सेमेस्टर में पेश किया जाना चाहिए तो हम इन पहलुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पाठ्यक्रम 'अध्ययन के कार्यक्रम' के उपयुक्त है इस बिंदु पर बात करते है यदि यह विशेष रूप से संकाय विशिष्ट ऐच्छिक विषय है तो हम यह पूछ सकते हैं कि क्या यह 'अध्ययन के कार्यक्रम' के लिए उपयुक्त है क्या ऐच्छिक विषय ज्यादा बेहतर होता यदि इसमें प्रयोगशाला घटक भी होता कुछ वैकल्पिक पाठ्यक्रम भले ही उन्हें सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है वास्तव में प्रयोगात्मक कार्यों के साथ बेहतर पढ़ाया जाता है इसलिए यदि छात्रों को दृढ़ता से लगता है कि एक प्रयोगशाला ने उस सामग्री को बेहतर ढंग से सीखने में मदद की होगी तो हमें उस पहलू के बारे में कुछ योजना बनाने की आवश्यकता है तो यह प्रश्न प्रशिक्षक को भिन्न तरीके से कार्यान्वयन की योजना बनाने को प्रेरित करेगा ऐच्छिक विषय और ज्यादा बेहतर होगा यदि इसमें प्रयोगशाला घटक भी होता तो ऐच्छिक पाठ्यक्रम में काफी नई शिक्षण सामग्री होती है इस बिंदु पर बात करेंगे अर्थात वैकल्पिक पाठ्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सामग्री में कुछ नवीनता होती है वैकल्पिक रूप से हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम की सामग्री मुख्य पाठ्यक्रमों की सामग्री के साथ काफी हद तक मिलती जुलती है दोनों प्रश्न अनिवार्य रूप से समान हैं आप इसे कैसा वाक्यांश देना चाहते हैं वह आप पर निर्भर है लेकिन हम अनिवार्यतः यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि 2 3 अलग अलग मुख्य पाठ्यक्रमों की सामग्री को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है तो यह छात्रों के सीखने की गुणता हेतु पर्याप्त नहीं होता है इसलिए कोई भी यह पूछ सकता है कि क्या उस वैकल्पिक पाठ्यक्रम में प्रदान की गई सामग्री काफी नई शिक्षण सामग्री है या कमोबेश वही है जो पहले से ही कुछ अन्य वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में चर्चा की गई है वैकल्पिक पाठ्यक्रम वर्तमान तकनीक से संबंधित है अब इस पर चर्चा करेंगे यह बिंदु भी महत्वपूर्ण है यह नवीनतम मुद्दों प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास से संबंधित है क्या प्रदान की गई शिक्षण सामग्री उपयुक्त थी विशेष रूप से यदि वैकल्पिक पाठ्यक्रम हाल ही में विकसित की गयी प्रौद्योगिकी को समावेशित किया हुआ है तो शिक्षण सामग्री छात्रों के लिए आसानी से सुलभ या उपलब्ध नहीं हो सकती है इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रदान की गई शिक्षण सामग्री उपयुक्तप्रासंगिक और आसानी से सुलभ थी या नहीं भले ही एक पाठ्यक्रम केवल एक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है जैसा कि अभी हमने चर्चा की है यदि छात्रों को किसी प्रकार का प्रयोगशाला अनुभव प्रदान किया जाए तो सीखना बेहतर हो सकता है इसलिए भले ही कोई पाठ्यक्रम एक शुद्ध सैद्धांतिक पाठ्यक्रम हो कक्षा में उपयुक्त प्रायोगिक कार्यों के कुछ प्रदर्शन भी संभव हैं या यह सहायक भी हो सकता है की यदि छात्रों को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और कुछ विषयों को उपयुक्त प्रयोगात्मक कार्यो के माध्यम से विस्तृत किया जाता है यदि ऐसा है तो क्या पाठ्यक्रम में चर्चा की गई सामग्री का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं में उपयुक्तप्रासंगिक साधन उपलब्ध थे यदि यह एक एकीकृत पाठ्यक्रम है तो जाहिर है उपयुक्त प्रयोगात्मक कार्य ही होगा लेकिन उदाहरण बतौर एक शुद्ध सैद्धांतिकपाठ्यक्रम जैसे 300 पाठ्यक्रम प्रयोगशाला में सामग्री की खोज की निश्चित संभावना होने से लाभान्वित हो सकता है और यदि उपयुक्त साधन उपलब्ध हैं तो इससे छात्रों को अध्ययन सामग्री को बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिल सकती है इसलिए हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम में चर्चा की गई सामग्री का पता लगाने के लिए प्रयोगी कार्यों में उपयुक्त साधन उपलब्ध हैं हालांकि पाठ्यक्रम एक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम था किसी शाखा से ऐच्छिक विषय चुनने के मामले में हम यह पूछ सकते हैं कि क्या यह शाखा तार्किक रूप से सुसंगत और अच्छी तरह से संरचित है इस शाखा के प्रारंभिक भाग में छात्रों के लिए वैध और उपयोगी डेटा प्रदान करना मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर यह उस शाखा में अंतिम ऐच्छिक पाठ्यक्रम है तो छात्र इस बारे में अपनी राय देने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं कि शाखा तार्किक रूप से सुसंगत और अच्छी तरह से संरचित है या नहीं और स्वतंत्र ऐच्छिक विषय के संबंध में हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम ने व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद की पुनः यह 1 से 5 के रेटिंग पैमाने पर हो सकता है इसलिए सामान्य तौर पर यह हमें एक संकेत देगा कि छात्रों द्वारा किस तरह से स्वतंत्र ऐच्छिक विषय का उपयोग किया जा रहा है वे उन्हें किस हद तक उपयोगी पाते हैं तो ये विभिन्नताए संभव हैं अभ्यास आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के लिए एक पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण डिजाइन करें आपके द्वारा पढ़ाए गए वैकल्पिक ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण डिजाइन करे अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम परियोजना को देखेंगे और परियोजना सर्वेक्षण के डिजाइन और उपयोग को समझ सकेंगे पुनः पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के लिए हमने कुछ बदलावों के साथ मुख्य पाठ्यक्रमों के लिए चर्चा की थी वैकल्पिक पाठ्यक्रमों और प्रयोगशाला पाठ्यक्रमो के लिए कुछ अतिरिक्त विचारों का उपयोग किया जा सकता है तथा जब परियोजना की बात आती है तो कुछ अतिरिक्त विचार सामने आते हैं इसलिए अगली इकाई में हम देखेंगे कि विशेष रूप से अंतिम वर्ष की परियोजनाओं के लिए निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र कैसे डिजाइन और उपयोग किया जाए